इस व्याख्यान में हम एक बहुत ही बढ़िया तकनीक से परिचित होने जा रहे हैं सेंसर क्लाउड तकनीक जो पिछले कुछ वर्षों में लोकप्रिय हो गई है यह विशेष रूप से IoT वातावरण के लिए IoT वातावरण के विकास के लिए लोकप्रिय है तो सेंसर क्लाउड जैसा कि नाम से पता चलता है कि 2 टेक्नोलॉजी सेंसर यानी सेंसर नेटवर्क और क्लाउड टेक्नोलॉजी का एकीकरण है तो पूरा विचार क्लाउड के साथ सेंसर टेक्नालजी या सेंसर नेटवर्क टेक्नालजी के एकीकरण के माध्यम से है हम सेंसर्स या सेंसिंग को एक सेवा के रूप में पेश करते हैं उसी तरह जैसे पारंपरिक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म में जो हम अन्य व्याख्यानों में गए थे इसलिए क्लाउड कंप्यूटिंग में लोग कंप्यूटिंग सुविधाओं को एक सेवा अवसंरचना के रूप मेंकंप्यूटिंग अवसंरचना को एक सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर को एक सेवा मंच के रूप में और कई को पेश करने की बात कर रहे हैं तो यह वह है जो हम क्लाउड कंप्यूटिंग व्याख्यान के दौरान से गुज़रे हैं इसलिए यहां सेंसर क्लाउड में हम बात कर रहे हैं कि क्या हमारे पास एक मॉडल हो सकता है जहां सेंसर या सेंसर डेटा या सेंसिंग एंड यूजर्स को एक सेवा के रूप में पेश किया जा सकता है बहुत ठीक तकनीक एक बहुत अच्छा विचार है यह मूल रूप से आज IoT को हमारे देखने के तरीके में क्रांति ला सकता है तो हम इसे आगे देखते हैं तो सेंसर नेटवर्क में हम मुख्य रूप से एक विशेष क्षेत्र की संवेदनशीलता से चिंतित हैं जहां सेंसर तैनात हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में हम मुख्य रूप से डेटा के डाटा प्रोसेसिंग के भंडारण और आदि के बारे में बात कर रहे हैं हालाँकि जब हम सेंसर और क्लाउड के बारे में एक साथ बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं कि हम कैसे कर सकते हैं मूल रूप से इन 2 टेक्नोलॉजीज में से प्रत्येक से प्राप्त होने वाले लाभों को एकीकृत करते हैं लेकिन उन लाभों के बारे में क्लाउड को सेन्स डेटा प्राप्त करने के बारे में नहीं है सेन्स डेटा को क्लाउड के साथ डंपिंग करना या यह सेंसर के सरल वर्चुअलाइजेशन के बारे में नहीं है जिस तरह से हमने देखा है कि क्लाउड में कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म का वर्चुअलाइजेशन किया जाता है तो यहाँ भी सेंसर और क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज का बहुत सरल एकीकरण नहीं है तो यह एक मात्र सेंसर और क्लाउड कंप्यूटिंग टैकनोलजी का एकीकरण नहीं है और एक ही समय में यह न तो एकीकरणहाय है या न तो सेल्फ डेटा को क्लाउड के साथ डंपिंग करना है नाही इन दोनों में से है इसलिए हम इसे इन दोनों के अलावा कुछ अतिरिक्त विशेषताओं के बारे में सोच सकते हैं न ही इन दोनों में से इन दोनों को एक साथ और कई अन्य लाभों के साथ जो हम इस एकीकरण से बाहर निकल सकते हैं तो सेंसर नेटवर्क का सिर्फ एक त्वरित पुनर्कथन हम पहले ही इसके बारे में विस्तार से जान चुके हैं तो एक सेंसर नेटवर्क में हमारे पास क्या है हमारे पास सेंसर नोड्स है जो उनके संचालन के वातावरण में होने वाली भौतिक घटनाओं को महसूस करता है ये नोड्स डेटा सिंक डेटा को सिंक में भेजते हैं जो एक केंद्रीकृत इकाई है और सिंक और नेटवर्क में अन्य सेंसर नोड के बीच संचार आमतौर पर बहु हॉप है जो सेंसर नोड का एकल हॉप भी हो सकता है इसका मतलब है स्रोत नोड और सिंक पर्याप्त रूप से एक दूसरे के करीब हैं और सिंक नोड मूल रूप से या तो डेटा को आगे संसाधित करता है या इसे आगे की प्रक्रिया के लिए सर्वर पर भेजता है तो यही है जो अतिरिक्त सेंसर नेटवर्क करता है इसलिए पारंपरिक सेंसर नेटवर्क में हम आम तौर पर इस तरह के परिदृश्य के बारे में बात कर रहे हैं हमारे पास सिंक सेंसर नोड्स से जुड़ा है जो डेटा को सेंस करता है सिंक को डेटा भेजता है सिंक डेटा को सिंक में भेजता है इसलिए हमारे पास प्रत्येक सेंसर नोड में एक संवेदन इकाई एक प्रसंस्करणप्रोसेसिंग processing इकाई और एक संचार इकाई है सेंसिंग यूनिट को यह समझना होगा कि उसके आसपास क्या चल रहा है प्रसंस्करण इकाई कुछ प्रसंस्करण करेगी आप जानते हैं कि कुछ बुनियादी प्रसंस्करण और संचार इकाई इसे अंतिम शीर्ष पड़ोसी को सिंक में अंतिम वितरण के लिए भेज देगी सेंसर नेटवर्क के विभिन्न अनुप्रयोग जैसे फिर से लक्ष्य पर नज़र रखने वन्यजीव निगरानी स्वास्थ्य देखभाल औद्योगिक अनुप्रयोगों स्मार्ट घरों स्मार्ट सिटी कृषि वाहन नेटवर्क इसका मतलब है जुड़े वाहनों और सेंसर नेटवर्क क्लाउड के कई विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों से हम पहले ही गुजर चुके हैं हमें एक संक्षिप्त पुनरावृत्ति करना है क्लाउड मूल रूप से आर्किटेक्चर प्रदान करता है कुछ कम्प्यूटेशनल प्लेटफ़ॉर्म जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर कम्प्यूटेशनल संसाधनों तक पहुँच प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है जिसका अर्थ है प्रति उपयोग के आधार पर वेतन की मांग इसलिए सर्वर फार्म आदि जैसे पारंपरिक सर्वर आधारित टेक्नोलॉजीज पर क्लाउड टेक्नालजी के फायदे एक इलैस्टिसिटी है और इसका मतलब है हम आवश्यकताओं के अनुसार बहुत आसानी से ऊपर या नीचे स्केल कर सकते हैं यदि कम्प्यूटेशनल संसाधनों की आवश्यकता में वृद्धि हुई है तो आप जानते हैं के वास्तव में उन अतिरिक्त संसाधनों को खरीदने के बिना कोई केवल उन संसाधनों के लिए सदस्यता ले सकता है और भुगतान कर सकता है और माउस बटन के क्लिक के माध्यम से उनका उपयोग शुरू कर सकता है स्वयं सेवा इसके द्वारा संसाधनों तक स्वयं द्वारा पहुँचा जा सकता है इसका मतलब है कि आप जानते हैं संसाधनों को स्वयं द्वारा एक्सेस किया जा सकता है और स्वयं का मतलब सेंसर नोड या कंप्यूटिंग कम्प्यूटेशनल नोड्स है तो हम 3 प्रकार की विशिष्ट या पारंपरिक क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाओं के बारे में बात कर रहे हैं अवसंरचना एक सेवा IaaS के रूप में प्लेटफार्म एक सेवा PaaSv के रूप में और सॉफ्टवेयर एक सेवा के रूप में SaaS है अलग अलग ऐप वेब ब्राउज़र टर्मिनल्स वगैरह एट्सेटर etcetera जैसे अलग अलग क्लाउड क्लाइंट डेटा और क्लाउड से सेवाओं तक पहुंच बनाने जा रहे हैं तो सेवाएं क्या हैं SaaS PaaS और IaaS और मैं आपको केवल एक बार फिर से कुछ उदाहरण दूंगा हम पहले ही इससे गुजर चुके हैं और मैं इसे छोड़ दूंगा मैं नहीं छोड़ूंगा लेकिन मैं बहुत तेजी से गुजरूंगा इसलिए सॉफ्टवेयर एक सेवा के रूप में एक अच्छा उदाहरण Microsoft Office 365 है प्लेटफ़ॉर्म सेवा उदाहरण के रूप में Windows Azure और इंफ्रास्ट्रक्चर एक सेवा के रूप में आप स्टोरिज स्थान शामिल करने कम्प्यूटेशनल संसाधनों और आदि के कई उदाहरण जानते हैं अब हम वर्चुअलाइजेशन की अवधारणा पर आते हैं जो क्लाउड और सेंसर क्लाउड की की है इसलिए वर्चुअलाइजेशन अवधारणा के माध्यम से वर्चुअलाइजेशन शारीरिक रूप से एक कंप्यूटर संसाधनों और कई कंप्यूटरों पर हो सकता है उन संसाधनों को साझा किया जा सकता है उनका उपयोग किया जा सकता है वे अन्य कंप्यूटर उन संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं और आवश्यकतानुसार संसाधनों तक पहुँच प्राप्त कर सकते हैं तो कुल मिलाकर थ्रूपुट और लागत में वृद्धि होने जा रही है और लाभ यह है कि वर्चुअलाइजेशन मूल रूप से संसाधनों के इस बंटवारे की अनुमति देता है या सक्षम बनाता है जिसका अर्थ है कि लागत में कमी के माध्यम से एक ही संसाधन को साझा किया जा सकता है एनकैप्सुलेशन जो कि वर्चुअलाइजेशन तकनीक मूल रूप से वन स्टॉप उपाय है एक पूर्ण कंप्यूटिंग वातावरण देने वाला पूर्ण समाधान है स्वतंत्रता का मूल अर्थ है कि यह स्वतंत्र रूप से चलती है इसका मतलब है वर्चुअल टर्मिनल अंतर्निहित हार्डवेयर से स्वतंत्र हैं और ये वर्चुअल टर्मिनल पोर्टेबल हैं इसका मतलब है कि एक उपयोगकर्ता एक वर्चुअल टर्मिनल के माध्यम से कम्प्यूटेशनल संसाधनों का उपयोग कर सकता है और वह संसाधन जहां इसका उपयोग नहीं किया जाता है वे संसाधन वास्तविक भौतिक संसाधनों के लिए मैप करते हैं और उन भौतिक संसाधनों को किसी अन्य उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है अब WSN नेटवर्क की सीमाएं तो हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वह समग्र मूल्य खरीद काफी अधिक है इसलिए अगर हमारे पास कुछ संवेदन संबंधी आवश्यकताएं हैं तो उन जरूरतों को पूरा करने का एकमात्र तरीका बाजार से सेंसर सेंसर नोड और सेंसर नेटवर्क खरीदना है और फिर तैनाती के बारे में जाना फिर सवाल यह है कि हमें खरीद के बारे में भी सावधान रहना होगा हम खरीद मूल्य सही विक्रेता सेंसर के प्रकार जानना चाहते हैं जो प्लेटफ़ॉर्म में एकीकृत हैं तो यह एक सीमा है दूसरी सीमा तैनाती के बारे में है इसलिए जो आवश्यक है वह है तैनाती का सही तरीका और तैनाती का सही स्थान सही तरीके का अर्थ है कि यह कैसे तैनात होने जा रहा है और यह कहां तैनात होने जा रहा है और रखरखाव के संदर्भ में अधिकांश तैनाती रखरखाव और बैटरी जीवन समय सेंसर नेटवर्क की अन्य सीमाएं हैं इसलिए अनुप्रयोगों के दृष्टिकोण से फिर से जो हम देखते हैं वह यह है कि जब आवेदन बदलता है तो आवश्यकताएँ भी बदल जाती हैं हालांकि हम देखेंगे कि सेंसर क्लाउड तकनीक कम से कम आंशिक रूप से बचाव के लिए आ सकती है सेंसर क्लाउड की शुरूआत के माध्यम से सेंसर क्लाउड न केवल क्लाउड कंप्यूटिंग और सेंसर नेटवर्क का मात्र एकीकरण है बल्कि यह सेंसर नोड के वर्चुअलाइजेशन की अवधारणाओं का उपयोग करके प्रति उपयोग सुविधा की पेशकश प्रति सुविधा भुगतान के बारे में भी है और सेंसर नोड और एंड यूज़र के बीच एक परत का परिचय तो यहाँ सेंसर क्लाउड के साथ पारंपरिक सेंसर नेटवर्क की तुलना है इसलिए आम तौर पर पारंपरिक सेंसर नेटवर्क में हम सेंसर क्लाउड में एकल उपयोगकर्ताओं के बारे में बात कर रहे हैं जब हम कई उपयोगकर्ताओं के बारे में बात कर रहे हैं तो लाभों का अधिक अनुभव होगा फिर सेंसर नेटवर्क में डेटा को एकत्र किया जाता है और सेंसर नेटवर्क उपयोगकर्ता और सेंसर क्लाउड में भेजा जाता है मूल रूप से बुनियादी ढांचा इसका ख्याल रखता है मूल रूप से सेंसर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को एकत्र करने और इसे आगे भेजने और डिवाइस स्तर पर काम करने के लिए काम किया जाता है ये डिवाइस सेंसर नेटवर्क में एकल उपयोगकर्ता के लिए समर्पित हैं और इसे विभिन्न सेंसर द्वारा कई अनुप्रयोगों की सेवा देकर बेहतर बनाया जा सकता है तो सेंसर नेटवर्क पर सेंसर क्लाउड के ये अलग फायदे हैं अब सेंसर क्लाउड में हम किसी एक उपयोगकर्ता या एकल अभिनेता या एकल भूमिका के बारे में बात नहीं कर रहे हैं लेकिन हम विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं विभिन्न प्रकार के अभिनेताओं के बारे में बात कर रहे हैं हम सेंसर मालिकों के बारे में बात कर रहे हैं जो मूल रूप से सेंसर के मालिक हैं हम SCSP सेंसर क्लाउड सेवा प्रदाता के बारे में बात कर रहे हैं जो मालिक नहीं हो सकता है लेकिन मालिक से अलग है और क्या आप बस सेवा प्रदाता सेंसर क्लाउड सेवा प्रदाता संवेदन सेवा प्रदाता और जब हम रखरखाव के संबंध में इस रखरखाव को जानते हैं फिर से सेवा प्रदाता इसे ओवरहेड और उपयोग करता है इसलिए हम देखते हैं कि हमारे पास विविध प्रकार के सेंसर क्लाउड हैं हमारे पास विविध प्रकार के सेंसर क्लाउड अभिनेता हैं और पारंपरिक सेंसर नेटवर्क में हम केवल एक ही प्रकार के अभिनेता का उपयोग करते हैं जो डब्ल्यूएसएन उपयोगकर्ता है इसलिए हमारे पास अंतिम उपयोगकर्ता हैं हमारे पास सेंसर के मालिक और सेंसर क्लाउड सेवा प्रदाता 3 अलग अलग प्रकार के अभिनेता हैं हमारे पास अंत में उपयोगकर्ता और SCSP है जो मूल रूप से सेंसर क्लाउड सेवा प्रदाता है जो मुख्य रूप से प्रबंधकीय भूमिका लेता है तो हम इस विशेष आकृति में देखते हैं हमारे पास सेंसर मालिकों की एक स्थिति है फिर हमारे पास वर्चुअलाइजेशन मूल्य निर्धारण कैशिंग रचना प्रबंधन है हम मरम्मत का ख्याल रखते हैं SCSP से अनुरोध और प्रतिक्रियाओं को वापस भेजने और अंत में वजन पोर्टल के साथ यहां पर ऊर्ध्वाधर संचार का ध्यान रखते हैं तो बाएं हाथ की तरफ की आकृति मूल रूप से दिखाती है कि सेंसर क्लाउड डेटा ब्राउज़र इंटरफ़ेस के माध्यम से कैसे एक्सेस किया जाता है तो हमारे पास एक ब्राउज़र इंटरफ़ेस है और टेम्प्लेट के साथ साथ सेंसेटेड डेटा उपयोगकर्ता संगठन को भेजे जाते हैं और उपयोगकर्ता संगठन के इस डेटा को मूल रूप से डेटा के रूप में विभिन्न अनुप्रयोगों को फीड किया जाता है दूसरी ओर दाहिने हाथ की तरफ की आकृति पर हम सेंसर क्लाउड का वास्तविक दृश्य देखते हैं इसलिए हम केवल कुछ फंक्शनलिटी स्केलिंग डायनेमिक स्केलिंग हैं फिर डिमांड फिजिकल सेंसर शेड्यूलिंग एनर्जी मैनेजमेंट क्वालिटी ऑफ सर्विस और एप्लिकेशन स्पेसिफिक रियल टाइम डेटा एग्रीगेशन को देखते हैं तो यहाँ फ्लो डाइअग्रैम सेंसर क्लाउड का सीक्वन्स डाइअग्रैम है इसलिए जैसा कि हम देख सकते हैं यहां अलग अलग अभिनेताओं या भूमिकाओं में उपयोगकर्ता संगठन सेंसर एमएल इंटरप्रेटर वर्चुअल सेंसर मैनेजर वर्चुअल सेंसर कंट्रोलर और रिसोर्स मैनेजर शामिल हैं इसलिए शुरू में उपयोगकर्ता संगठन से सेंसर ML दुभाषिया को एक ऑपरेशन अनुरोध भेजा जाता है यह सेंसर का आभासी उदाहरण बनाता है फिर यह मूल रूप से नियंत्रक को नियंत्रित करने के लिए भेजा जाता है नियंत्रक से एक प्रतिक्रिया प्राप्त की जाती है और प्रतिक्रिया को फिर से आगे प्रेषित किया जाता है और फिर इस XML टेम्पलेट को इस तरह डिकोड किया जाता है यह जारी रहता है इस संसाधन में डेटा को सेंसर रिसोर्स पूल और विभिन्न कार्यात्मकताओं जैसे सर्विस सेंसर फिजिकल सेंसर डेफिनिशन वर्चुअल सेंसर ग्रुप डेफिनिशन क्लाइंट इंफॉर्मेशन मेटाडेटा और टेम्प्लेट यहां पर उपयोग किया जाता है आइए अब संक्षेप में एक केस स्टडी पर विचार करते हैं इसलिए हमने एक सेंसर नेटवर्क आधारित लक्ष्य ट्रैकिंग एप्लिकेशन पर विचार किया जिसमें एक सेंसर नेटवर्क मालिक पैसे के बदले में एक बाहरी निकाय के साथ संवेदी जानकारी साझा करने से इनकार कर देता है नतीजतन कोई भी संगठन जो किसी विशेष क्षेत्र के भीतर घुसपैठ का पता लगाने की इच्छा रखता है उसे अपना स्वयं का सेंसर नेटवर्क तैनात करना होगा यह महंगा नेटवर्क सेटअप और रखरखाव ओवरहेड्स के कारण दीर्घकालिक निवेश की ओर जाता है हालांकि सेंसर क्लाउड वातावरण में एक ही संगठन एक ही लिखित एप्लिकेशन का उपयोग कर सकता है और अभी भी वास्तव में सेंसर के मालिक के बिना सेवा प्राप्त कर सकता है तो यह पूरा लाभ है आप जानते हैं कि हमारे पास उपयोगकर्ताओं की संवेदन संबंधी आवश्यकताएं हैं लेकिन ऑपरेशन के भौतिक वातावरण के बारे में संवेदनात्मक जानकारी तक पहुँच पाने के लिए उनके पास वास्तव में सेंसर होने की आवश्यकता नहीं है तो इसके साथ हम सेंसर क्लाउड पर व्याख्यान के पहले भाग के अंत में आते हैं अगला व्याख्यान सेंसर क्लाउड के अधिक उन्नत विषयों पर होने वाला है इसलिए हम अलग अलग समाधानों के बारे में जानने जा रहे हैं और साथ ही सेंसर क्लाउड में विभिन्न समाधानों को कैसे संभालना है